कीवर्ड्स चरण समय अनुक्रमिक फ़ंक्शन चार्ट प्रोग्राम नियंत्रण स्टेट मशीन कूद स्कैन तो यह अव्यवस्थित प्रोग्रामिंग का एक विशिष्ट उदाहरण है इस पाठ से पहले हमने जिस तरह की चीजें की थीं अब इन बातों को कहा जा रहा है यह बहुत संक्षिप्त है RLL प्रोग्रामिंग के लिए यह एक संरचित डिजाइन दृष्टिकोण है अब हमें उल्लेख करना होगा क्योंकि हम इस प्रोग्रामिंग भाग के अंत में आ रहे हैं हमें जो कुछ मानक प्रोग्रामिंग भाषाएं में आयी उनका उल्लेख करना होगा जो कि आप जानते हैं उदाहरण के लिए IEC 1131 IEC अंतरराष्ट्रीय विद्युत तकनीकी आयोग के लिए है और 1131 एक संख्या है पीएलसी प्रोग्रामिंग के लिए एक अंतरराष्ट्रीय मानक है और यह भाषाओं को दो प्रकारों में वर्गीकृत करता है उनमे से एक रेखीय भाषाओं में विकसित किया जाता है जैसी चीजें आप कार्यात्मक ब्लॉक आरेख या लैडर आरेख जानते हैं ये चित्रमय भाषाएं हैं दूसरी ओर कुछ शब्द आधारित भाषाएं होती हैं उदाहरण के लिए संरचित शब्द या निर्देश सूची ये कुछ प्रोग्रामिंग प्रकार के प्रतिमान हैं मैंने पहले ही बताया कि आरएलएल के बारे में हम सीख रहे हैं लेकिन कई अन्य प्रोग्रामिंग प्रतिमान हैं जो विभिन्न निर्माताओं द्वारा समर्थित है और उनके विशिष्ट उदाहरण हैं तो अब के लिए हम समझ गए हैं कि यह स्टेप आधारित डिज़ाइन बहुत उपयोगी है इसलिए इस स्टेट ट्रांज़िशन लॉजिक को कैप्चर करने में सक्षम होने के लिए एक अलग भाषा प्रस्तावित की गई है प्रोग्रामिंग की उन्नत अलग अलग विधियाँ प्रस्तावित की गई एक संक्षिप्त नज़र उस पर डालें तो गुणों में से कुछ आप उन्नत प्रोग्रामिंग जानते हैं जो इस तरह के अमूर्त स्टेट ट्रांजीशन तर्क को लेते हैं सबसे पहले उनके खुले मानक हैं इस अर्थ में कि प्रोग्राम कोई भी एक लिख सकता है जिसका उपयोग कोई भी कर सकता है फिर मॉड्यूल के संदर्भ में प्रोग्राम की संरचना प्रोग्राम के विकास और प्रोग्राम के रखरखाव में मदद करती है बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्राम उन्नयन आप एक नई कार्यक्षमता जोड़ना चाहते हैं आप पाएंगे कि यह बहुत सरल है बस स्टेट आरेख को बदल दें और फिर पता करें कि अब आरेख में नए स्टेट आपके पास तीन अतिरिक्त स्टेट हैं आपको बस उन संगत रनों को जोड़ना होगा आपके पास यदि कुछ अतिरिक्त बदलाव हैं तो आपको उन रंगों को जोड़ना होगा यदि आपको कुछ ट्रांजीशन को नए स्टेट पुनर्निर्देशित करना है आपको उस लॉजिक को कोड करना है यानी कि ट्रांजीशन अब उस स्टेट तर्क में आना चाहिए तो आप पूरी तरह से जानते हैं कि वे कौन से स्थान हैं जहाँ आपको बदलाव करना है ये संरचित प्रोग्रामिंग के बहुत मानक लाभ हैं यह आवश्यक नहीं है कि हर समय हर रग की गणना की जाए वास्तव में कुछ रँग वास्तव में सक्रिय होते हैं और अन्य रँग निष्क्रिय होते हैं इसलिए कोई मतलब नहीं है आप उसको भूल के बहुत कम कम्प्यूटेशनल समय बचा सकते हैं इसलिए ऐसा किया जाना चाहिए जिससे कम्प्यूटेशनल प्रदर्शन में सुधार हो यह संगामिति का समर्थन करता है यह बहुत महत्वपूर्ण है कि संगामिति का समर्थन करता है क्योंकि यह बहुत बार ऐसा होता है कि कई चीजें होती हैं कई चीजें हैं जो एक साथ हो रही होंगी और वे हैं जो समवर्ती के रूप में सबसे अच्छी तरह से तैयार की जाती हैं विशेष रूप से अब कि हम जानते हैं कि तथाकथित मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम या माइक्रोप्रोसेसर पर चलने वाले एक्सेक्यूटिव्स इसलिए ऐसा कोई कारण नहीं है जो नहीं किया जा सकता है मेरा मतलब है कि हमारे पास इसे सक्षम करने की तकनीक है इसलिए इसका उपयोग करना चाहिए हमारे पास एक औपचारिकता है जो मानक हैं और जिन्हें अनुक्रमिक फ़ंक्शन चार्ट कहा जाता है इसलिए एक अनुक्रमिक फ़ंक्शन चार्ट वास्तव में मॉड्यूलर समवर्ती नियंत्रण प्रोग्राम संरचना का वर्णन करने के लिए एक ग्राफिकल प्रतिमान है इसलिए याद रखें कि मूल रूप से संरचना का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाता है और प्रोग्राम को स्वयं नहीं कौन सा भाग जैसे कि आपने अपने प्रोग्राम को कई लिखित कार्यों में व्यवस्थित किया है जो कि व्यवस्थित रूप से व्यवस्थित है इसलिए आप बस अनुक्रमिक फ़ंक्शन चार्ट का उपयोग कर रहे हैं आप केवल यह बता रहे हैं कि इनमें से कौन से कार्य कब और किस हालत में किए जाएंगे तो आपके पास यह टिप्पणी है जो कहती है कि एसएफसी केवल प्रोग्राम मॉड्यूल के संरचनात्मक संगठन का वर्णन करता है जबकि प्रोग्राम मॉड्यूल में वास्तविक प्रोग्राम स्टेटमेंट अभी भी लिखे जाने हैं शायद मौजूदा पीएलसी प्रोग्रामिंग भाषाओं का उपयोग करते हुए या तो कुछ आप जानते हैं आरएलएल या निर्देश सूची या जो भी हो इसलिए यदि हम मूल SFC निर्माणों पर त्वरित नज़र डालते हैं तो वे मूल रूप से स्टेट मशीन हैं जैसे कंस्ट्रस्ट्स और इसमें कुछ कंस्ट्रस्ट्स हैं जो सरल प्रोग्रामिंग कंस्ट्रस्ट्स हैं जिनसे हम परिचित हैं तो आपके पास मूल रूप से स्टेट्स और संक्रमणों की तरह यहां आपके पास चरण और ट्रांजीशन हैं प्रत्येक चरण वास्तव में एक नियंत्रण प्रोग्राम मॉड्यूल है जिसे आरएलएल या किसी अन्य भाषा में प्रोग्राम किया जा सकता है इसलिए जैसा मैंने कहा यह एक फ़ंक्शन है इसी प्रकार यह चरण दो प्रकार के हो सकते हैं नंबर एक प्रारंभिक चरण जो मैंने प्रारंभ में टिप्पणी की थी और प्रारंभिक चरण निष्पादन दो प्रकार के होते हैं एक है जब पहली बार हम पावर -ऑन के बाद निष्पादित कर रहे हैं और दूसरा कोई प्रोग्राम है रीसेट करें वास्तव में अनुक्रमिक फ़ंक्शन चार्ट में कुछ मानक निर्देश होते हैं जो रीसेट हो जाएंगे जिन्हें रीसेट किया गया है मान लें प्रोग्राम को रीसेट के लिए ताकि रीसेट के बाद भी आप एक विशेष प्रकार के कदम को निष्पादित कर सकें जिसे प्रारंभिक चरण कहा जाता है आमतौर पर इसका उपयोग वेरिएबल स्टेट और मध्यवर्ती वेरिएबल को शुरू करने के लिए किया जाता है अन्यथा आपके पास नियमित कदम हैं जो उनमें से किसी भी समय और सक्रिय रूप से वास्तव में ट्रांजीशन तर्क पर निर्भर करता है जैसा कि हमने देखा है तो एक कदम निष्क्रिय हो गया था ऐसी स्थिति आरंभीकृत है और स्कैन के दौरान केवल सक्रिय चरणों का मूल्यांकन किया जाता है जो समय बचाता है अब हमारे पास ट्रांजीशन है ट्रांजीशन में प्रत्येक ट्रांजीशन पर भी एक नियंत्रण प्रोग्राम मॉड्यूल है जो उपलब्ध संकेतों ऑपरेटर इनपुट वगैरह के आधार पर मूल्यांकन करता है जो सक्षम हैं ट्रांजीशन की स्थिति में इसलिए एक बार ट्रांजीशन वेरिएबल का सही मूल्यांकन हो जाए तो इसके बाद के चरण सक्रिय हो जाते हैं और इसे हम स्टेप्स कहते हैं क्योंकि हम औपचारिकता में आम तौर पर देखा है कि एक ट्रांजीशन केवल एक ही चरण पर जा सकता है बशर्ते कि आपके पास संगामिति न हो चूंकि SFC समर्थन संगामिति है तो यह हो सकता है कि दो समवर्ती के लिए एक ट्रांजीशन के बाद निष्पादन के थ्रेड शुरू हो जाएंगे इसलिए हमने कहा है कि निम्नलिखित चरणों को सक्रिय किया गया है और जो पूर्ववर्ती हैं वे निष्क्रिय हैं केवल सक्रिय अवस्था का अनुसरण करने वाले ट्रांजीशन एक अवस्था में होते हैं तो पहले से ही सक्रिय होने वाले कुछ परिवर्तन ही हो सकते हैं इसलिए केवल उन बदलावों का मूल्यांकन करने की आवश्यकता होती है हम केवल उन का मूल्यांकन करते हैं ट्रांजीशन भी हो सकता है यह या तो बहुत जटिल तर्क को मूर्त रूप देने वाला एक प्रोग्राम हो सकता है या हमारे उदाहरण में एक वेरिएबल हो सकता है जो पर्याप्त सरल है S1 एक तो उदाहरण के लिए इस मामले में यह है कि S1 वास्तव में एक प्रारंभिक कदम है और फिर यदि ट्रांजीशन है जबकि यह अंदर है जबकि S1 सक्रिय है T1 सक्रिय है और यदि T1 के लिए शर्तें पूरी होती हैं तो हम आएंगे S2 पर यदि वे यदि मैं S2 का मूल्यांकन करता हूं यदि T2 भी सक्रिय हो जाएगा और यदि T2 होता है तो यह S3 में चला जाएगा तो आप देखते हैं कि यदि आप स्कैन एक में सक्रियता देखते हैं तो ऐसा हो सकता है कि S1 और T1 सक्रिय हैं जबकि स्कैन दो में यह हो सकता है कि T1 फायर हो गया है जब एक बार T1 फायर हो गया है जो वास्तव में हो गया है क्योंकि T1 सक्रिय है इसलिए यह S2 पर आ गया है और फिर T2 सक्रिय है इसलिए यदि T2 सक्रिय है तो इसका निरंतर मूल्यांकन किया जाता है ऐसा हो सकता है कि स्कैन तीन में T2 का मूल्यांकन गलत है इसलिए ये दोनों सक्रिय रहते हैं क्यों चार को स्कैन करते हैं हो सकता है कि T2 अब वास्तव में सच हो गया हो S3 इसलिए सक्रिय हो गया है और फिर इससे निकलने वाला कुछ ट्रांजीशन सक्रिय हो जाए प्रोग्राम के कुछ हिस्सों को इस तरह से एक समय में करना है यह सक्रिय हो जाता है क्योंकि सिस्टम अनुक्रमिक फ़ंक्शन चार्ट के माध्यम से आगे बढ़ता है उदाहरण के लिए आप कर सकते हैं आप कई प्रकार का वर्णन कर सकते हैं उदाहरण के लिए आप प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक जानते हैं यह एक है मुझे क्षमा करें यह मामला है यदि उदाहरण के लिए सिस्टम जहां S1 पर जबकि S1 सिस्टम पर है T1 and T2 सक्रिय हैं तो उनमें से कोई भी सत्य हो सकता है और यदि T1 सत्य है तो S2 अगला सक्रिय सेट S2 होगा यदि T2 सत्य है तो अगला सक्रिय चरण S3 होगा जबकि यह बोधगम्य अवस्था में भी हो सकता है कि S2 T1 और T2 दिए गए स्कैन T1 और T2 में दोनों सक्रिय हो जाते हैं उस स्थिति में आपको भंग करना होगा क्योंकि दोनों ट्रांजीशन एक साथ नहीं हो सकते तो आपका कहना है कि एक ऐसा कन्वेंशन है जिसमें सबसे बड़ा परिवर्तन होता है वास्तव में होता है इसलिए यदि T1 और T2 दोनों एक ही समय में सक्रिय हो जाएँगे सही एक ही समय में T1 को मान लिया गया कि वो हो गया है तो यह एक चयनात्मक या वैकल्पिक शाखा जो कि प्रणाली है या तो इस शाखा के माध्यम से प्रवाह कर सकती है या तो इस शाखा के माध्यम से लेकिन दोनों एक साथ नहीं इसलिए जैसा कि मैं कहता हूं कि यदि S1 सक्रिय है तो T1 सत्य है और फिर S2 सक्रिय हो जाता है यदि T1 गलत है और T2 सत्य है तो S3 सक्रिय हो जाता है और फिर अगले क्षण S3 सक्रिय हो और S1 निष्क्रिय हो जाता है इसी तरह बाएं से दाएं प्राथमिकता के अनुसार छोड़ दिया जाता है और एक समय में केवल एक शाखा सक्रिय हो सकती है यदि S4 सक्रिय है और T3 सत्य हो जाता है S6 सक्रिय हो जाता है और S4 निष्क्रिय हो जाता है वही बात है इसी तरह चयनात्मक या वैकल्पिक शाखाओं की तरह आप एक साथ या समानांतर शाखाएं भी बना सकते हैं इसलिए यह नया निर्माण है जो कि है जिसे हम सामान्य स्टेट मशीन में लागू करना संभव नहीं है तो यह एक निर्माण है जो समवर्ती नियंत्रण प्रोग्राम में मदद करता है वास्तविक अहसास कि आप कैसे चलाएंगे समवर्ती और समवर्ती निष्पादन विभिन्न उपयोग करके बनाया जा सकता है आप मल्टीटास्किंग जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के तरीके जानते हैं तो यहाँ आपके पास एक समानांतर शाखा है जब आप उस पते को देखते हैं यदि T1 होता है तो ये दोनों अवस्थाएँ एक साथ सक्रिय हो जाती हैं और तभी S4 सक्रिय हो जाता है लेकिन T2 तब तक नहीं हो सकता जब तक कि यह शाखा भी S5 में न आ जाए इसलिए केवल जब S4 और S5 उस समय सक्रिय हो जाएंगे जब T2 सक्रिय हो जाएगा और तब इसका मूल्यांकन किया जाएगा यदि यह सत्य का मूल्यांकन करता है तो यह S6 में आ जाएगा और फिर S4 और S5 निष्क्रिय हो जाएंगे तो यदि ऐसा है तो वही बात यहाँ लिखी गई है यदि S1 सक्रिय है और T1 सत्य हो जाये S2 और S3 सक्रिय होगा और S1 निष्क्रिय होगा यदि S4 और S5 सक्रिय हैं और T2 सत्य होगा तो S6 सक्रिय हो जायेगा और S4 और S5 निष्क्रिय ठीक है इसी तरह आप कर सकते हैं आप प्रोग्राम नियंत्रण कथनों के बीच जानते हैं आप आगे बढ़ सकते हैं उदाहरण के लिए आपके पास S1 S2 के बाद एक जम्प थी T3 के बाद यह S1 पर वापस जाएगा इसी तरह आप लूप के अंदर एक जम्प लगा सकते हैं मेरा मतलब है कि यहां जम्प से आप या तो S5 में आ सकते हैं या आप S1 पर आ सकते हैं इसलिए मूल रूप से आप एसएफसी का उपयोग करके इस तरह के प्रोग्राम कंट्रोल स्टेटमेंट को निष्पादित कर सकते हैं तो एक चक्र जम्प जम्प ट्रांजीशन के बाद होता है और समानांतर अनुक्रम में या बाहर जम्प गैरकानूनी है क्योंकि आप एक अनुक्रम से बाहर नहीं जम्प कर सकते हैं जब आप समानांतर में होते हैं तो आपको अनुक्रम निष्पादित करते समय उन्हें किसी भी समानांतर अनुक्रम में एक साथ दर्ज करना होगा हो सकता है कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग आर्म्स पर हो लेकिन आपको उन्हें एक साथ दर्ज करना होगा और आपको एक साथ छोड़ना होगा इसी तरह अंतिम रूप में आपके पास एक प्रोग्राम की समाप्ति हो सकती है बिना किसी बदलाव के बिना किसी परिवर्तन के यदि आपके पास एक ऐसा चरण है जिसमें कोई ट्रांजीशन नहीं है जो एक मृत अवस्था है और यह सक्रिय होने के बाद इसे केवल SFC रीसेट के लिए एक विशेष निर्देश द्वारा निष्क्रिय किया जा सकता है आप नेस्ट प्रोग्रामिंग कर सकते हैं समवर्ती पाश के भीतर एक समवर्ती पाश को नेस्ट कर सकते हैं यहां T1 S2 और S3 तब S3 से होता है यदि T2 होता है तो एक साथ S2 S4 और S5 सक्रिय हो सकते हैं और यदि वे सभी सक्रिय हैं तो T3 जगह लेगा और फिर S6 इसी प्रकार आप यहाँ देख रहे हैं कि यह क्या हो रहा है ठीक यही बात आप यहाँ देख रहे हैं आपके पास एक चयनात्मक शाखा है आपके पास इसलिए आप कर सकते हैं आप या तो S2 में T1 से जा सकते हैं या T2 के माध्यम से S3 में जा सकते हैं अर्थात् एक चयनात्मक शाखा जब आप एक चयनात्मक शाखा में होते हैं तो आप एक समानांतर शाखा निष्पादित कर सकते हैं और फिर जब S4 और S5 दोनों सक्रिय होते हैं उस समय यदि T2 सत्य का मूल्यांकन करता है तो आप एक जम्प कर पएंगे जो फिर से S1 में ले जाएगा ऐसे नियंत्रण प्रवाह आप निर्दिष्ट कर सकते हैं तो हमारे पास हम अंत में आ गए हैं इस पाठ में हमारे पास क्या है हमने सीखा है कि हमने अनुक्रम नियंत्रण डिजाइन में व्यापक चरणों को सीखा है और ये बहुत महत्वपूर्ण हैं कि सबसे पहले इनपुट या आउटपुट की पहचान करें फिर सिस्टम के व्यवहार का बहुत गंभीरता से अध्ययन करें मैनुअल कंट्रोल ऑपरेटर सुरक्षा दोष वगैरह की आवश्यकताओं को देखें और फिर इस विवरण को औपचारिक रूप देने की कोशिश करें इसलिए पहले ऑपरेशन को लिखें अंग्रेजी में क्रिप्स स्टेप और हमारे पास इस व्याख्यान में हैं फिर स्टेप के इस विवरण को किसी प्रकार की औपचारिकता में बदलने की कोशिश करते हैं हमने अनुक्रमिकता की औपचारिकता देखी है मेरा मतलब है कि स्टेट मशीनें जिसे क्रमिक फ़ंक्शन चार्ट का उपयोग करके प्रोग्राम किया जा सकता है इस मॉडलिंग में हमने देखा है कि विशेष एप्लिकेशन को कैसे बनाया जाए हमने एक बहुत ही सरल औद्योगिक अनुप्रयोग लिया जैसे एक मुद्रांकन प्रक्रिया और इसे स्टेट मशीन बनाया और फिर हमने दिखाया कि स्टेट मशीन कैसे दी जाती है आप यंत्रवत् रूप से कैसे पहुंच सकते हैं आप कैसे कर सकते हैं आप वास्तव में प्रोग्राम की संरचना कर सकते हैं और फिर ट्रांजीशन तर्क और स्टेट तर्क और आउटपुट तर्क लिख सकते हैं हमने देखा है कि इससे बहुत कुछ होने की उम्मीद है आप त्रुटि मुक्त प्रोग्राम जानते हैं अंत में हमने वास्तव में एक वाक्यविन्यास पाया मेरा मतलब है कि कुछ भाषा चित्रमय भाषा जो वास्तव में पकड़ सकती है इस प्रवाह स्टेट के नाम पर स्टेट और संक्रमणों के संदर्भ में तर्क है यह प्रोग्राम नियंत्रण या अनुक्रम प्रवाह फ़ंक्शन चार्ट का उपयोग करते हुए हमने देखा प्रोग्राम प्रवाह विवरण रणनीति है अब समाप्त होने से पहले मुझे लगता है कि कुछ समस्याओं को देखना अच्छा है उदाहरण के लिए आप कोशिश कर सकते हैं आप बनाने की कोशिश कर सकते हैं हम समस्या नंबर एक को समझते हैं समस्या नंबर एक कहती है ट्रैफ़िक लाइट नियंत्रण के लिए एक RLL प्रोग्राम बनाएं ऐसा क्या होता है कि ट्रैफ़िक लाइट की दोनों दिशाओं के लिए रोशनी में क्रॉसवॉक बटन होना चाहिए ठीक है एक सामान्य प्रकाश दोनों दिशाओं के लिए हरा होगा दोनों दिशाओं के लिए एक सामान्य प्रकाश अनुक्रम हरा 16 सेकंड और पीला 4 सेकंड होगा यदि क्रॉसवॉक बटन को पुश किया गया है तो 10 सेकंड के लिए एक वॉक लाइट होगी अगर क्रॉसवॉक बटन को पुश किया गया है 10 सेकंड के लिए ऑन रहेगा जिसकी ग्रीन लाइट को 24 सेकंड तक बढ़ाया जाएगा ठीक है इसलिए यह देखें कि यह विवरण केवल इतना दिया गया है जबकि अब कार्य क्या है पहला कार्य एक स्टेट मशीन विवरण विकसित करना होगा और शायद इसे एसएफसी के संदर्भ में लिखना होगा और फिर ऐसा करने के लिए एसएफसी है हम वास्तव में एनकाउंटर करेंगे हम कई समस्याओं का सामना कर सकते हैं उदाहरण के लिए चीजें नहीं कुछ चीजें सख्त नहीं हैं उदाहरण के लिए आइए हम इस एसएफसी समस्या पर नजर डालते हैं इस समय के लिए समस्या नंबर दो को छोड़ देंगे ठीक है हम समस्या संख्या दो पर नजर डालेंगे और फिर हम SFC के पास जाएंगे अगली समस्या यह कहती है कि SFC का उपयोग करके गेराज दरवाजा नियंत्रक डिज़ाइन करें इसलिए गेराज दरवाजा नियंत्रक का व्यवहार इस तरह है गैरेज में एक बटन है और एक बटन रिमोट कंट्रोल है जब बटन को एक बार पुश दिया जाता है तो दरवाजे को एक बार पुश दिया जाएगा तो तब तब दरवाजा ऊपर या नीचे जाएगा तो आप इसे एक बार पुश देते हैं यह ऊपर या नीचे जाएगा यदि बटन एक बार चलते समय धकेल दिया जाता है तो दरवाजा बंद हो जाएगा और दूसरा धक्का विपरीत दिशा में फिर से गति शुरू करेगा आपके पास एक ही बटन है जिसे आप लगा रहे हैं धक्का ताकि आप इसे एक बार दबाएं यह ऊपर जा सकता है इसे फिर से दबाएं यह बंद हो जाएगा फिर से दबाएं यह रिवर्स होगा इसलिए आपके पास केवल एक ही बटन है इसलिए आप देखते हैं कि यह विशुद्ध रूप से अनुक्रमिक व्यवहार है जब आपके पास स्टेट की अवधारणा नहीं है आप कभी नहीं कर सकते आप वास्तव में एक ही बटन दबा रहे हैं लेकिन कभी कभी यह रोक रहा है कभी कभी ऊपर जा रहा है कभी कभी नीचे जा रहा है और इस तरह के तर्क केवल इनपुट आउटपुट का उपयोग करके मॉडल करना संभव नहीं है फिर आपको मेमोरी और स्टेट की अवधारणा में लाना होगा जैसा कि आपने देखा होगा जब आपने डिजिटल लॉजिक सर्किट तैयार किए हैं तो आपके पास अनुक्रमिक है जब आपके पास है जब भी आपके पास मेमोरी होती है तो आपके पास अनुक्रमिक तर्क होते हैं तो हमें देखते हैं तो दरवाजे की गति को रोकने के लिए शीर्ष नीचे सीमा स्विच हैं जाहिर है आपने एक बटन दबाया है जो ऊपर जा रहा है इसे कहीं रोकना है आपको सीमा स्विच लगाना होगा दरवाजे के नीचे एक प्रकाश बीम होता है अगर दरवाजा बंद होने के दौरान बीम कटता है तो दरवाजा बंद हो जाएगा और उल्टा हो जाएगा यदि आपके पास है जब दरवाजा बंद हो रहा है मान लीजिए अगर आप इसके नीचे कुछ रखो फिर यह है कि आप यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि दरवाजा वास्तव में बंद हो सकता है अन्यथा क्या होगा कि दरवाजा अटक जाएगा अगर आपने वहां कुछ भी रखा है तो मान लें कि आपकी कार का पिछला हिस्सा वास्तव में बाहर निकले हुए है तब आपके दरवाजा पर जाकर टकराएगा दरवाजा आपकी कार से जा टकराएगा दरवाजा पूरी तरह से तभी बंद होगा जब कोई प्रकाश पुंज बीम हो जो बाधित न हो जिसका अर्थ है कि निकासी है अन्यथा यदि हम किसी भी समय प्रकाश बाधित करेंगे तुरंत दरवाजा बंद हो जाएगा और रिवर्स होगा लगता है आपको कि ऐसा कुछ है जो इसे नहीं बंद कर सकता है एक गेराज रोशनी है जो पांच मिनट के लिए ऑन होगी दरवाजा खुलने या बंद होने के बाद इसलिए आपके पास एक गेराज रोशनी है जो पाँच मिनट तक खुली रह सकती है दरवाज़ा खुलने या बंद होने के बाद इसलिए आपको यहाँ टाइमर का उपयोग करना होगा क्षमा करें जब आप किसी भी समय एक ऑपरेशन करते हैं प्रकाश ऑन हो जायेगा और पांच मिनट रहेगा तो हमारे पास दो हैं आइए हम पहले अगले को देखें जो सरल है तो यहाँ आपके पास गेराज दरवाजा है तो हम देखते हैं कि उन्होंने इसे कैसे बनाया है तो इस मामले में है यदि बटन दबाया गया है और आपके चरण 1 से चरण 2 से चरण 3 पर जा रहा है तो यह बंद दरवाजा है यदि हम देखते हैं तो हमें वापस जाना चाहिए तो गैरेज में एक बटन और एक बटन रिमोट कंट्रोल है आप या तो गैरेज में एक बटन दबा सकते हैं या आप बटन दबा सकते हैं रिमोट से बटन दबाया जा सकता है सही तो वहाँ हैं दो प्रकार के बटन आपके पास या तो गैरेज से या रिमोट से दबाया गया बटन है तो हम चरण 3 पर जाते हैं और दरवाजा बंद करना शुरू करते हैं यह आउटपुट है दूसरी तरफ यदि बटन रहा है तो वहां से एक बटन स्थानीय या रिमोट से दबाया गया है या तो हां यदि हम बटन दबाते हैं तो क्या होगा तो दरवाजा बंद हो जाएगा दूसरी तरफ अगर सीमा स्विच है तो क्या होगा दरवाजा बंद हो जाएगा या तो एक बटन दबाया गया है या नीचे की सीमा स्विच पहुंच गया है तो तुरंत दरवाजा बंद हो जाएगा यदि प्रकाश किरण बाधित हो जाती है तो यह न केवल बंद हो जाएगा वास्तव में यह सही रिवर्स होगा इसलिए तुरंत यह रिवर्स होने जा रहा है यहां क्या होता है यदि आपने एक बटन दबाया है और इसे रोकना है तो यदि आप इसे फिर से दबाते हैं तो यह उल्टा हो जाएगा तो यह एक है हमारे पास हमने गैरेज के दरवाजे के व्यवहार में कैप्चर्ड कर लिया है एसएफसी का उपयोग कर इस रूप में आप कर सकते हैं आप ट्रैफिक लाइट के लिए भी इसी तरह काम कर सकते हैं इसे एक अभ्यास ही रहने दीजिये हम इस पाठ के अंत में पहुंचते हैं बहुत बहुत धन्यवाद और अगले पाठ में आपसे मिलते हैं अलविदा अलविदा